नमस्कार तो हम इस पाठ्यक्रम के दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं इस सप्ताह में हम विभिन्न विद्युत सर्किट के मैश और नोडल विश्लेषण को समझने की कोशिश करेंगे आज हम विशेष रूप से RMS वोल्टेज और धारा मूल्यों के बारे में चर्चा करेंगे और इन मूल्यों को कैसे प्राप्त करेंगे और हम एक विशेष सर्किट के शक्ति उत्पादन का पता लगाने में RMS मूल्यों का उपयोग कैसे कर सकते हैं इसलिए विवरण में जाने से पहले हमें पिछले सप्ताह में जो हमने सीखा था उसे पुन उपयोग करें हमने चार्ज की बुनियादी अवधारणाओं के साथ शुरुआत की फिर हमने धारा वोल्टेज शक्ति और ऊर्जा के बारे में बात की फिर हमने एक्टिव और पैसिव सर्किट तत्वों के बारे में चर्चा की जहां हमने वोल्टेज और धारा स्रोतों के बारे में चर्चा की हमने यह भी देखा कि विभिन्न निर्भर के साथ साथ अनिर्भर वोल्टेज और धारा स्रोत के प्रतीक क्या हैं फिर हमने साइनसॉइड और फेसर के बारे में चर्चा की हम दिए गए साइनसॉइड की मदद से फेसर के मूल्य का पता कैसे लगा सकते हैं फिर हमने सर्किट तत्वों पर चर्चा की जो रेजिस्टेंस इंडक्टैंस और कपसिटंस हैं तत्पश्चात हमने कुछ नियमों और किरचॉफ नियम पर चर्चा की जो किसी दिए गए विद्युत सर्किट में विभिन्न धारा और वोल्टेज मूल्यों की गणना के लिए बहुत ही बुनियादी और बहुत महत्वपूर्ण नियम हैं इसलिए अधिकांश समय आप या तो ओम नियम या किरचॉफ वोल्टेज या धारा नियम का उपयोग कर रहे होंगे फिर हमने रेजिस्टेंस इंडक्टैंस और कपसिटंस के लिए श्रेणी और समानांतर सर्किट के बारे में चर्चा की हमने धारा और वोल्टेज डिवीजन पर भी चर्चा की और फिर हमने इंडक्टैंस और कपसिटंस के लिए वोल्टेज और धारा फेज़र संबंधों पर चर्चा की और फिर हमने तात्कालिक और औसत विद्युत शक्ति का अध्ययन किया इसलिए आज हम RMS वोल्टेज और धारा की अवधारणा पर चर्चा करेंगे जिसे प्रभावी विद्युत वोल्टेज या करंट भी कहा जाता है अब प्रभावी मूल्य का विचार एक प्रतिरोध को शक्ति प्रदान करने में एक साइनसोइडल वोल्टेज या धारा स्रोत की प्रभावशीलता को मापने की आवश्यकता से उत्पन्न होता है प्रभावी मूल्य का मतलब एक आवधिक धारा के लिए मूल्य है जो कि DC स्रोत के बराबर है जो आवधिक धारा के समान ही औसत शक्ति को प्रतिरोध को वितरित करता है इसका मतलब है कि धारा के प्रभावी मूल्य का पता लगाने के लिए हमें एक तत्व द्वारा प्रसारित शक्ति को समान करना होगा जब यह AC स्रोत के साथ साथ DC स्रोत से जुड़ा हो तो उस स्थिति में जब हम इस विशेष सर्किट को AC स्रोत और DC स्रोत से जोड़ते हैं तो शक्ति दोनों ही मामलों में समान होनी चाहिए इसलिए हम AC और DC से जोड़ होने पर तत्व द्वारा खपत की गई शक्ति को बराबर करेंगे और प्रभावी धारा का मूल्य खोजने का प्रयास करेंगे इसी तरह आप कह सकते हैं कि यदि आप AC वोल्टेज स्रोत को जोड़ते हैं तो उस विशेष तत्व से शक्ति कैसे अलग हो जाएगी और जब हम DC और AC के लिए शक्ति को बराबर करते हैं तो हमें प्रभावी वोल्टेज का मूल्य मिलता है हम उस अवधारणा का उपयोग करेंगे और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि प्रभावी वोल्टेज और धारा का मूल्य क्या है तो अब औसत शक्ति परिभाषा के साथ शुरू करते हैं 𝑃 मान लीजिए कि आप एक विशेष तत्व लेते हैं तो मान लें कि आप प्रतिरोध लेते हैं और यह एक AC स्रोत और फिर एक DC स्रोत से जुड़ा होता है इसलिए आप AC और DC के बीच उस स्विच को टॉगल कर सकते हैं इसलिए यदि आप AC स्रोत से जुड़ रहे हैं तो पहले उस स्थिति में औसत शक्ति क्या होगी उपरोक्त समीकरण द्वारा औसत शक्ति दी जाएगी अब AC के बजाय यदि आप उस तत्व को DC से जोड़ रहे हैं तो आपको औसत शक्ति का एक और मूल्य मिलेगा जो इस मामले में एक विशेष तत्व द्वारा अवशोषित किया जाएगा हमारे पास प्रतिरोध है लेकिन स्रोत DC है इसलिए हमारे पास प्रतिरोध में कुछ शक्ति है 𝑃 अब परिभाषा के अनुसार हमारा उद्देश्य धारा के प्रभावी मूल्य का पता लगाना है इसका मतलब है कि जब DC धारा बह रही है और AC धारा बह रही है पर विद्युत शक्ति मूल्य को बराबर किया जाना चाहिए तो उस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं हम P कह सकते हैं जो 𝑃 है तो अब अगर आप गणितीय कार्यों का उपयोग करके इस विशेष समीकरण को देखते हैं तो आप बस कह सकते हैं इसलिए धारा का मान है जो वर्ग मानों के माध्य के सिवाय कुछ नहीं है तो वर्ग मान है इसलिए आप सभी घटक का समाकलन लेते हैं और फिर आप माध्य लेते हैं और फिर आप इस विशेष समीकरण के पूर्ण आउटपुट का मूल लेते हैं तो धारा तत्व का माध्य वर्ग के मूल के अलावा कुछ भी नहीं है इसी तरह वोल्टेज के लिए प्रभावी मूल्य लिखा जा सकता है आपको बस धारा i को बदलना होगा जब हम 𝑃𝑣𝑖 कह रहे हैं इसलिए i के संदर्भ में v का मान लिखने के बजाय हम v के संदर्भ में i का मान लिखेंगे और आपको यह समीकरण मिल जाएगा इसलिए हम कह सकते हैं कि अब हम जानते हैं कि साइनसोइड 𝑣𝑡𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 अब यदि आप v का यह मान रखते हैं क्योंकि यह तात्कालिक वोल्टेज है और इसे साइनसॉइड के रूप में दर्शाया जाता है तो आप लिखेंगे अब अगर आप इस विशेष शब्द को देखते हैं तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन यदि आप याद करते हैं तो हमने की 𝑐𝑜𝑠𝐴𝐵𝑐𝑜𝑠A𝑐𝑜𝑠B−𝑠𝑖𝑛𝐴𝑠𝑖𝑛𝐵 चर्चा की यदि 𝐴𝐵𝜔𝑡 तो यह 𝑐𝑜s2𝜔𝑡 हो जाएगा और यह बन जाएगा −2−1 अब यदि आप पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो आपको 𝑐𝑜𝑠2𝜔𝑡1𝑐𝑜s2𝜔𝑡2 क्या मिलेगा इसलिए यह मान जो हमने अभी प्राप्त किया है आप के स्थान पर रख सकते हैं अब यदि आप इस विशेष व्यंजक को देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा चूंकि यह एक साइनोसॉइडल परिवर्तित पद है इसलिए इस पद का मान एक विशेष समयावधि 0 से T के बीच 0 हो जाएगा इसलिए अंततः हमारे पास इस एकमात्र पद 1 बचा है इसलिए यदि आप dt के साथ इस विशेष स्थिर पद को समाकलित करके सरल बनाते हैं तो आपको आउटपुट मिलेगा √2 जो वोल्टेज का rms मान है यह rms क्यों है क्योंकि प्रारंभ से हमने देखा है कि यह विशेष मूल्य औसत मूल्य के वर्ग के मूल के अलावा कुछ भी नहीं है तो यहाँ वर्ग मूल्य औसत लेने के बाद वर्गमूल है तो यह रूट माध्य वर्ग मान बन जाएगा अर्थात आवधिक सिग्नल के वर्ग के माध्य का वर्गमूल इस मामले में यह आवधिक सिग्नल V है इसलिए यहाँ से जो आउटपुट मिलता है वह Vrms है और यह मान √2 के बराबर है और सिग्नल का अधिकतम मान है इसी तरह यदि आप करंट लेते हैं तो यह है और हम इसे साइनसॉइड के रूप में 𝑖𝑡cos𝜔𝑡 के रूप में दर्शाते हैं हम धारा के rms मान को जो √2 के बराबर है प्राप्त करेंगे अब आपको यहां महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देना होगा कि यह विशेष मूल्य केवल साइनसोइडल सिग्नल के लिए लागू है यदि आपके पास साइनसोइडल सिग्नल नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको समाकलन से गणना करना है और फिर मूल फ़ंक्शन की सहायता से पूर्ण rms मान की गणना करें जो हमने अभी rms मूल्य के व्युत्पत्ति के लिए उपयोग किया था तो अब पिछले व्याख्यानों से हम याद कर सकते हैं कि साइनसोइडल उत्तेजना के तहत एक सर्किट द्वारा अवशोषित औसत शक्ति को 𝑃cos𝜃𝑣−𝜃𝑖 के रूप में दर्शाया जा सकता है अब आप इसे rms मानों के रूप में कैसे दर्शा सकते हैं 𝑃cos𝜃𝑣−𝜃𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃𝑣−𝜃𝑖 अब यह rms मान है जिसे हमने अभी प्राप्त किया है और इसी तरह Im by root 2 भी rms करंट है जिसे हमने अभी देखा है तो औसत शक्ति आप 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑣−𝜃𝑖 के रूप में लिख सकते हैं अब यह सामान्य व्यंजक है यदि सर्किट तत्व पूरी तरह से प्रतिरोध है तो इसका मतलब है कि क्योंकि आपका धारा और वोल्टेज दोनों फेज़ में होगा तो 𝜃𝑣−𝜃𝑖0 और अंत में प्रतिरोध द्वारा अवशोषित औसत शक्ति 𝑃 होगी इसलिए जब साइनसॉइडल वोल्टेज या धारा निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे अक्सर इसके अधिकतम मूल्य या rms मूल्य के संदर्भ में निर्दिष्ट किया जाता है क्योंकि इसका औसत मूल्य हमेशा 0 होगा एक साइनसॉइडल होने के नाते आपको हमेशा या तो वोल्टेज या धारा का औसत मान 0 के रूप में मिलेगा इसलिए यही कारण है कि औसत मूल्य के संदर्भ में वोल्टेज और धारा के मूल्य को रखना उचित नहीं है यही कारण है कि आप हमेशा देखेंगे कि वोल्टेज और धारा का मूल्य अधिकतम या rms मूल्य के रूप में निर्दिष्ट है लेकिन बिजली उद्योगों में हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में अधिकतम मूल्यों के बजाय उनके rms मूल्य के संदर्भ में निर्दिष्ट करते हैं इसलिए कि rms शब्द बहुत आम है इसका उपयोग लगभग सभी सामान्य समीकरणों में किया जाता है जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या विद्युत प्रणाली क्षेत्र में विभिन्न वोल्टेज और धारा संकेतों के बारे में बात करते हैं उदाहरण के लिए कहें तो यदि आप 230 वोल्ट को देखते हैं जो हर घर में आ रहा है तो यह rms मूल्य है अधिकतम मूल्य नहीं है इसलिए जब भी हम कहते हैं कि हमारे घर में वोल्टेज 230 वोल्ट है तो इसका मतलब है कि आप आरएमएस मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं न कि अधिकतम मूल्य यह वोल्टेज विश्लेषण और उनके आरएमएस मूल्य को व्यक्त करने के लिए शक्ति विश्लेषण में सुविधाजनक है क्योंकि गणना करने के लिए यह अधिक सुविधाजनक है और जिस पावर गणना की चर्चा की जाती है वह भी आसान है जब हम आरएमएस मूल्य का उपयोग करते हैं और हमारे अन्य मापक यंत्र जैसे वोल्टमीटर और एमीटर को सीधे आरएमएस मूल्य को पढ़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है इसलिए हमारे सर्किट विश्लेषण के लिए आरएमएस का मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है अब एक उदाहरण लेते हैं ताकि आप घटनाओं को समझ सकें अब देखते हैं कि कुछ वोल्टेज 𝑣𝑡10sin𝑡 है जो इस चित्र में दिखाया गया है यह हाफ वेव रेक्टिफ़ायड है इसका मतलब है कि ऋणात्मक मान नहीं है और हम 10 ओम अवरोधक में औसत शक्ति का पता लगाना चाहते हैं इसलिए यदि आप इस चित्र को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस विशेष तरंग की समयावधि भी 2𝜋 है और वोल्टेज को 𝑣𝑡10sin𝑡 0𝑡𝜋0 𝜋𝑡2𝜋 के रूप में परिभाषित किया गया है तो आप rms मूल्य की गणना कैसे करेंगे चूँकि यह एक शुद्ध साइनसोइडल नहीं है इसलिए आप सीधे Vrms का उपयोग नहीं कर सकते हैं जो Vm by root 2 के बराबर है आपको रूट माध्य वर्ग की मानक परिभाषा की मदद से गणना करनी है इसलिए इसलिए जब आप इस व्यंजक को सरल बनाते हैं तो आपको वोल्टेज का आरएमएस मान 5 मिलेगा तो प्रतिरोध द्वारा अवशोषित औसत शक्ति आप कह सकते हैं कि P rms square by R के अलावा कुछ भी नहीं है इसलिए यहां आरएमएस मूल्य जो 5 वोल्ट है इसलिए Vrms वर्ग 25 है प्रतिरोध मूल्य 10 है इसलिए आउटपुट 25 वाट होगा आइए एक और उदाहरण लेते हैं कि सिग्नल इस तरह है जो 0 से 2 के बीच की चित्र में दिखाया गया है यह नियमित तरंग है और 2 से 4 के बीच वर्ग तरंग है इसलिए तरंग की अवधि 4 है और तरंग को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है 𝑖𝑡5t 0𝑡2 10 2𝑡4 उस मामले में जब आप इस समाकलन को सरल करते हैं तो आपको 8165 एम्पीयर के रूप में rms आउटपुट मिलेगा इसलिए जब आपको यह करंट मिलता है तो आप औसत पावर P में मान रख सकते हैं जो कि कुछ भी नहीं है लेकिन Irms वर्ग है और आपको प्रतिरोध द्वारा अवशोषित शक्ति 1333 वाट मिलेगी अब एक और पद के बारे में बात करते हैं जिसे ऑपेरेंट पावर और पावर फैक्टर कहा जाता है तो पहले जो हमने व्युत्पन्न किया था वह सर्किट द्वारा अवशोषित औसत शक्ति थी जो एक साइनसोइडल सिग्नल द्वारा उत्तेजित होती है और हम उन्हें आरएमएस वोल्टेज और करंट के रूप में व्यक्त करते हैं तो शक्ति 𝑃cos𝜃𝑣−𝜃𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃𝑣−𝜃𝑖 तो आप क्या कर सकते हैं आप उपरोक्त अभिव्यक्ति को फिर से लिख सकते हैं 𝑃 𝑆cos𝜃𝑣−𝜃𝑖 S क्या है एस को ऑपेरेंट पावर के रूप में कहा जाता है क्योंकि यह आरएमएस वोल्टेज और धारा के उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है इसलिए यदि आप डीसी वोल्टेज स्रोत शक्ति के साथ सम्बंधित करते हैं तो आप देखते हैं कि डीसी में हम शक्ति को v into i के रूप में परिभाषित करते हैं इसलिए यदि आप ऑपेरेंट पावर को सहसंबंधित करते हैं तो Irms into Vrms होंगे ताकि आपको ऐसा महसूस हो सके जैसे कि डीसी स्रोत के साथ तुलना में हैं तो यह ऑपेरेंट पावर है क्योंकि यह स्पष्ट लगता है कि शक्ति वोल्टेज धारा का गुणा होना चाहिए जो डीसी प्रतिरोध सर्किट के अनुरूप है अब ऑपेरेंट पावर केवल वास्तविक शक्ति से अलग करने के लिए वोल्ट एम्पीयर में मापी जाती है क्योंकि हम वाट्स के संदर्भ में वास्तविक शक्ति कहते हैं तो बस ऑपेरेंट पावर और वास्तविक शक्ति के बीच अंतर करने के लिए हम वोल्ट एम्पीयर का उपयोग ऑपेरेंट पावर के लिए एक मात्रा के रूप में करते हैं और वास्तविक शक्ति के लिए मात्रा के रूप में वाट लेते हैं अब पिछली अभिव्यक्ति से आप यह भी देख सकते हैं कि वास्तविक या औसत शक्ति की गणना करने के लिए ऑपेरेंट पावर को एक कारक से गुणा करना होगा तो पद क्या था वह शब्द cos𝜃𝑣−𝜃𝑖 था तो 𝑝𝑓𝑃𝑆cos𝜃𝑣−𝜃𝑖 अब यह पावर फैक्टर 0 से एक के बीच है इसलिए यदि आपके पास शुद्ध रूप से प्रतिरोधक भार है तो वोल्टेज और धारा उस स्थिति में फेज़ में होगी 𝜃𝑣−𝜃𝑖0 तो क्या होगा उस स्थिति में cos𝜃𝑣−𝜃𝑖1 तो पावर फैक्टर 1 होगा तो इसका मतलब है कि इस मामले में ऑपेरेंट पावर औसत पावर के बराबर है विशुद्ध रूप से रिएक्टिव भार के मामले में जब 𝜃𝑣−𝜃𝑖90 डिग्री ताकि या तो इंडक्टिव लोड हो सकता है या कैपेसिटिव लोड हो सकता है तो पावर फैक्टर 0 होगा इसलिए इस मामले में आपकी औसत शक्ति 0 होगी ये 2 ऐसे चरम मामले हैं जिनमें पावर फैक्टर को लीडिंग या लैगिंग कहा जाता है लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब है कि धारा वोल्टेज का नेतृत्व करता है जिसका अर्थ है कि लैगिंग पावर फैक्टर के मामले में यह कैपेसिटिव लोड प्रोफाइल है इसका मतलब है कि धारा वोल्टेज से पीछे होती है और यह एक इंडक्टिव लोड है तो यह विशेष पहलू आप अपने सर्किट विश्लेषण में उपयोग करते रहेंगे क्योंकि सर्किट रेजिस्टेंस इंडक्टैंस और कपसिटंस से बना होगा इसलिए जब आप कहेंगे कि धारा वोल्टेज के संबंध में अग्रणी है तो इसका मतलब है कि सर्किट कैपेसिटिव है या धारा वोल्टेज के संबंध में पिछड़ रहा है आप कहेंगे कि सर्किट इंडक्टिव है तो उस स्थिति में जब आपके पास कैपेसिटिव सर्किट होता है तो आपके पास लीडिंग पावर फैक्टर होगा जब आपके पास इंडक्टिव सर्किट होता है जब आपके पास लैगिंग पावर फैक्टर होगा अब एक उदाहरण लेते हैं मान लीजिए कि एक श्रेणी जुड़ा हुआ लोड इस अभिव्यक्ति द्वारा दिया गया धारा खींचता है 𝑖𝑡4cos100𝜋𝑡10° जब वे वोल्टेज 𝑣𝑡120cos100𝜋𝑡−20° लगाते है अब हमें एक लोड की ऑपेरेंट पावर और पावर फैक्टर का पता लगाना होगा और लोड से तत्व का मूल्य निर्धारित करना होगा अब ऑपेरेंट पावर होगी 𝑆120√2∗4√2240 VA अब पावर फैक्टर आप केवल इन 2 व्यंजकों की मदद से गणना कर सकते हैं क्योंकि पावर फैक्टर कुछ और नहीं बल्कि cos𝜃𝑣−𝜃𝑖 है यहाँ 𝜃𝑣 20 और 𝜃i10 है इसलिए आपको cos 0866 के रूप में पावर फैक्टर मिलेगा यहां पावर फैक्टर लीडिंग है क्योंकि करंट वोल्टेज से आगे है यहां फेज़र कोण सकारात्मक है और वोल्टेज के लिए फेज़र कोण नकारात्मक है जिसे आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि धारा वोल्टेज के संबंध में लीडिंग है इसलिए इसका मतलब है कि सर्किट कैपेसिटिव है तो लोड प्रतिबाधा की गणना इस सूत्र द्वारा की जा सकती है 𝒁𝑽𝑰120∠−204∠1030∠−302598−𝑗15 Ω इससे यदि आप R plus jx नामक शब्द के संबंध में संबंध रखते हैं तो आप पाएंगे कि Z एक प्रतिरोधक भार के रूप में 2598 ओम से बना है और कपसिटंस के साथ श्रेणी में जिसका प्रतिबाधा Xc है जो 15 के बराबर है तो इस व्यंजक का उपयोग करके आप केवल कैपेसिटेंस के मूल्य का पता लगा सकते हैं जो 2122 माइक्रोफ़ारड के रूप में सामने आता है अब कॉम्प्लेक्स पावर नामक एक और शब्द पर आते हैं 𝑽𝑉𝑚∠𝜃𝑣 और 𝑰𝐼𝑚∠𝜃𝑖 के फेज़र को देखते हुए हम फेज़र के रूप में V और I को दर्शाते हैं क्योंकि यह फेज़र वोल्टेज और करंट के लिए होते हैं जो कि sinusoidally अलग अलग होते हैं इसलिए कॉम्प्लेक्स पावर और कुछ नहीं बल्कि शक्ति S है जो AC लोड द्वारा अवशोषित किया जाता है और यह धारा और वोल्टेज के उत्पाद का जटिल संयुग्म है तो हम कॉम्प्लेक्स पावर S कैसे लिखेंगे 𝑺12𝑽𝑰∠𝜃𝑣−𝜃𝑖 तो आप पूछ सकते हैं कि यह विशेष कॉम्प्लेक्स पावर संयुग्म के रूप में क्यों है क्योंकि आप धारा संयुग्म के रूप में धारा का मान डाल रहे हैं संयुग्म के रूप में वोल्टेज नहीं होना चाहिए कारण यह है कि यदि आप इसकी गणना करते हैं कि हमने जिस औसत शक्ति की गणना की है हमें थीटा v माइनस थीटा i का पद मिला है तो उस विशेष औसत शक्ति की गणना हमने त्रिकोणमितीय समीकरणों के मूल सिद्धांतों की मदद से की जो कि हम वोल्टेज को साइनसोइडल रूप में लेते हैं धारा हमने साइनसोइडल रूप में लिया और जब हमने औसत शक्ति के उस विशेष मूल्य का विश्लेषण किया तो हमें औसत शक्ति का मूल्य मिला 1 by 2 VmIm cos of theta v minus theta i जब से हमारे पास पहले से ही वह विशेष मात्रा है अगर हम V को एक संयुग्म के रूप में रखते हैं न कि I एक संयुग्म के रूप में हम इस पद को थीटा I माइनस थीटा v के रूप में प्राप्त करेंगे जो कि औसत शक्ति के लिए पिछले मामले में जो हम प्राप्त करते हैं उसके विपरीत है हम VI संयुग्म का उपयोग करते हैं न कि वी संयुग्म I तो इस संलयन में संयुग्म का कोई भौतिक अर्थ या भौतिक महत्व नहीं है यह केवल एक गणितीय निरूपण है ताकि हम समीकरणों का प्रभावी ढंग से दर्शा सकें अब आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स पावर S की परिमाण ऑपेरेंट पावर है क्योंकि यदि आप इस शब्द को rms में देखते हैं तो यह हमारी ऑपेरेंट पावर है इसलिए यदि आप आयताकार रूप में लिखते हैं 𝑺 यह एक ऐसी चीज है जिसे हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और इसे औसत शक्ति या वास्तविक शक्ति कहा जाता है और यह काल्पनिक शब्द है जो हमें कॉम्प्लेक्स पावर की व्युत्पत्ति में मिला है इसलिए कॉम्प्लेक्स पावर को वोल्टैम्पियर में भी मापा जाता है जैसा कि हमने ऑपेरेंट पावर के मामले में देखा था बस वास्तविक शक्ति के बीच अंतर करने के लिए जो हम वाट में मापते हैं हम वोल्ट एम्पीयर के संदर्भ में कॉम्प्लेक्स पावर को मापते हैं तो आइए एक बार फिर से व्यंजकों को देखें वास्तविक शक्ति होगी और को jQ के रूप में लिखा जाएगा यहां वास्तविक शब्द P है जो लोड को दी गई औसत शक्ति को दर्शाता है और सिस्टम में केवल उपयोगी शक्ति है जबकि काल्पनिक शब्द Q को रिएक्टिव शक्ति के रूप में जाना जाता है और स्रोत और लोड के रिएक्टिव भाग के बीच ऊर्जा विनिमय को दर्शाता है यदि आप देखते हैं कि आपकी रिएक्टिव शक्ति समग्र शक्ति गणना में योगदान नहीं दे रही है जब आपके पास केवल प्रतिरोधक भार होता है क्योंकि इस मामले में 𝜃𝜃𝑣−𝜃𝑖0 और sin0 0 होगा इसलिए उस स्थिति में आपके पास केवल प्रतिरोधात्मक भार के लिए शब्द Vrms Irms होगा इसी तरह विशुद्ध रूप से कैपेसिटिव लोड और इंडक्टिव लोड के लिए आपके पास केवल यह शब्द होगा जो रिएक्टिव शक्ति है तो इसका मतलब है कि रिएक्टिव शक्ति केवल तब दिखाई देती है जब हमारे पास सर्किट में उपलब्ध कैपेसिटिव लोड या इंडक्टिव लोड होता है अब Q को वोल्टैम्पियर रिएक्टिव में मापा जाता है ताकि इसे वास्तविक शक्ति P से अलग किया जा सके जिसे वाट में मापा जाता है अब मानक अभ्यास में S P और Q को पावर फैक्टर कोण जो 𝜃𝑣−𝜃𝑖 है के साथ पावर त्रिकोण में दर्शाया गया है और हम कैसे पावर त्रिकोण को दर्शाते हैं पावर त्रिकोण कुछ भी नहीं है लेकिन P Q और S के बीच संबंध और P और S के बीच का कोण 𝜃 डिग्री है जो पावर फैक्टर एंगल के अलावा और कुछ नहीं है इसलिए यह पावर त्रिकोण बहुत महत्वपूर्ण है और अधिकांश समय आपसे पूछा जाएगा दिखाएँ कि शक्ति त्रिभुज क्या है इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि पावर त्रिकोण कुछ भी नहीं है लेकिन यह विशेष त्रिभुज है जहाँ हम वास्तविक शक्ति प्रतिक्रियाशील शक्ति और जटिल शक्ति का सह संबंध रखते हैं तो इसके साथ हम अपने आज के सत्र को बंद कर देते हैं और अगले सत्र में हम अन्य कुछ पहलुओं के बारे में अधिक चर्चा करेंगे जैसे कि मैश क्या है नोड क्या है और फिर हम आगे विभिन्न विद्युत सर्किट मापदंडों की गणना के लिए संबंध बनाएंगे धन्यवाद